आइए हम कुछ संख्याएँ डालते हैं और तीनों विकास रूपरेखाओं की सरल तुलना करते हैं आइए हम i5 प्रति वर्ष और n 5 वर्ष लेते हैं और मुझे एक सारणीबद्ध कॉलम बनाने दें n सरल ब्याज मॉडल यहां चक्रवृद्धि ब्याज मॉडल और अंतिम कॉलम में घातीय वृद्धि मॉडल है मुझे सरल ब्याज के लिए SnS01ni का उपयोग करने दे चक्रवृद्धि के लिए SnS01in घातीय के लिए SnS0ein का उपयोग करने दे आप सामान्यता के नुकसान के बिना S01 ले सकते हैं क्योंकि S0 यहां हर किसी में एक कारक के रूप में दिखाई दे रहा है वास्तव में आप SnS0 को सामान्य कर सकते हैं यह देखने के लिए कि विकास रूपरेखा क्या है तो हम Sn 5 वर्ष लेते हैं और यदि आप गणना करते हैं तो आप देखेंगे कि यह पांच साल में 125 आपके पास 25 अधिक है 1276 1284 है तो घातीय मॉडल आपको सबसे बड़ा ब्याज देता है अब 10 साल में आप देखेंगे यह एक रैखिक तरीके 15 1628 1648 से जा रहा है 15 वर्षों में यह 175 20 212 है घातीय मॉडल तेजी से और बहुत अधिक बढ़ रहा है और 20 वर्षों में यह रैखिक तरीके से 2 265 272 हो रहा है 25 वर्षों में 225 338 35 तो इस तरह आप देखेंगे कि आप कर्व्स प्लॉट कर सकते हैं घातीय आपको सबसे बड़ी ब्याज दर देगा चक्रवृद्धि मॉडल आपको बीच में देता है और सबसे कम ब्याज दर साधारण ब्याज सूत्र द्वारा दिया जाता है बस यह आपको संख्याओं के साथ तीन विकास रूपरेखा की तुलनात्मक समझ पर एक विचार देने के लिए है सबसे लोकप्रिय ज्यादातर बैंकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज सूत्र और डिस्क्रीट कंपाउंडिंग सूत्र होगा आइए हम विकास रूपरेखा की हमारी समझ को और मजबूत करें अब हम कहते हैं कि यह वर्तमान समय है यह अब है और समय रेखा के साथ मुझे इक्वी स्पेस टिक डालने दे और यह लाल रेखा यहां भविष्य में रुचि का समय है तो अगर आप कहते हैं कि ये अंतराल अंतराल एक अंतराल दो अंतराल n यह nth अंतराल के अंत में होगा आइए हम दो पहलुओं पर विचार करें एक धन है और दूसरा वस्तु का मूल्य है अब की शुरुआत में धन का मूल्य जो इस समय विकास की शुरुआत है अब S0 है वस्तु का मूल्य आइए हम C0 कहते हैं अब n वर्षों के बाद धन का मूल्य S01 in हो जाता था और वस्तु का मूल्य C01 fn हो जाता था यह f महंगाई दर के अलावा और कुछ नहीं है इसलिए मुद्रा का मूल्य i के कारण बढ़ा है जो कि ब्याज दर है और वस्तु का मूल्य f के कारण बढ़ गया है जो कि मुद्रास्फीति की दर है आइए हम उदाहरण के लिए S0 और C0 को ही लें तो आज अब आप इस वस्तु को धन S0 के साथ खरीदने में सक्षम हैं क्योंकि मूल्य C0 और मूल्य S0 समान हैं यदि ब्याज दर और मुद्रास्फीति की दर समान होती तो S0 1 i n C0 1 f n समान होता इसलिए भविष्य में भी और nth के अंतराल या n वर्षों के बाद आपका धन जो भी बढ़ा हुआ धन होता है वह वस्तु के बढ़े हुए मूल्य को खरीद लेता है अब मान लीजिए i और f समान नहीं हैं यदि ब्याज दर मुद्रास्फीति की दर से अधिक है तो वस्तु का मूल्य उतना नहीं बढ़ा होगा जितना कि धन का मूल्य तो आप इस वस्तु को खरीदने में सक्षम होंगे और फिर भी कुछ धन से बचे रहेंगे दूसरी ओर यदि ब्याज दर मुद्रास्फीति की दर से कम थी तो n वर्षों के बाद वस्तु का मूल्य धन के मूल्य से अधिक होगा इसलिए इस के साथ आप वस्तु नहीं खरीद पाएंगे यहां तक कि इस बढ़े हुए धन के मूल्य के साथ तो आइए हम कहते हैं कि हम इस वस्तु को इस धन के साथ n वर्षों के बाद खरीदने में सक्षम हैं तो हम इसका समीकरण करते है S01in C01fn के बराबर करेंगे इसलिए वस्तु खरीदने के लिए हमें इसकी बराबरी करने की जरूरत है अब S0 C01fn 1fn होगा या मैं 1 f1 in लिख सकता हूं तो इसका क्या मतलब है कि यह एक वस्तु का वर्तमान मूल्य है इसका मतलब यह है कि S0 वर्तमान मूल्य है अब हम कहते हैं कि आप n वर्षों के बाद किसी वस्तु को खरीदना चाहते हैं तो उस वस्तु की मुद्रास्फीति की दर f है और धन की ब्याज दर i है तो आपको आज S0 की राशि बचाने की आवश्यकता है ताकि n वर्षों के बाद आप इस विशेष वस्तु को खरीदने में सक्षम होंगे जिसकी आज कीमत C0 है तो S0 राशि को आज ब्याज i के साथ कहें ताकि आप nth वर्ष में जब महंगाई f हो उस वस्तु को खरीदने में सक्षम हो मैं एक सरल उदाहरण लेता हूं बता दें आज एक वस्तु की कीमत 100 रुपये है और आज से पांच साल बाद वस्तु खरीदने के लिए किसी व्यक्ति को आज कितना बचाना चाहिए या अलग करना चाहिए अगर मैं 8 ब्याज दर 8 प्रतिशत है और मुद्रास्फीति दर 5 है इसलिए यदि आप S0C0×1 f1 in का उपयोग करते हैं 1001 0051 0085 आपको 8686 रुपये मिलेंगे इसका मतलब है कि मुझे आज 8686 रुपये बचाना चाहिए ताकि अब से पांच साल बाद मैं उस उत्पाद को खरीद सकूं जिसकी कीमत आज 100 रुपये है यदि मुद्रास्फीति नहीं थी अगर मुद्रास्फीति की दर 0 f 0 था तो उसी समस्या के लिए आप देखेंगे कि जो एक वस्तु आज 100 की है उसके लिए आज केवल 68 रुपए बचाने की आवश्यकता है ताकि आप इसे पांच वर्षों के बाद खरीद सकें